नमस्ते मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए वर्तमान में हम जो देख रहे हैं वह N के बराबर 4 सबकैरियर्स के साथ एक OFDM का उदाहरण देख रहे हैं तो हमारे पास N बराबर 4 OFDM का उदाहरण है ठीक है हम 4 सिंबल्स जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं को बड़े X 0 को 1 j से बड़े X 1 को 1 j से बड़े X 2 को 1 2j से बड़े X 3 को 2 j से निरूपित करते हैं 1 ये सबकैरियर्स पर लोड किए गए 4 सिंबल्स N के बराबर हैं जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए N बराबर 4 सिंबल्स हैं आगे हम क्या करते हैं कि इससे सैंपल्स उत्पन्न करते हैं हम सैंपल्स कैसे उत्पन्न करते हैं सैंपल्स 4 पॉइंट IFFT के द्वारा उत्पन्न होते हैं सैंपल्स 4 पॉइंट IFFT से उत्पन्न होते हैं जहाँ kth सैंपल x k 1 ओवर N योग l 0 से N 1 बड़ा X l e की पावर j 2 pie k l बाय N के बराबर होता है और हमने देखा है कि सैंपल्स x 0 x 1 x 2 x 3 के रूप में दिए गए हैं और सैंपल्स मूल रूप से आपके 5 बाय 4 1 बाय 4 j आधा j 1 बाय 4 5 बाय 4 j 0 है और जो हमने बाद में किया था अगले चरण में इसे लें और इसे पहले से प्रीफिक्स करें इसे साइक्लिक प्रीफिक्स कहा जाता है यह आपका साइक्लिक प्रीफिक्स है इसलिए यह साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ 5 सैंपल्स का ब्लॉक है यह साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ ब्लॉक है यह पूरे चैनल हमारे 2 टैप ISI चैनल पर L बराबर 2 टैप इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल पर प्रसारित होता है और रिसीवर में FFT के बाद याद रखें रिसीवर पर हम FFT प्रदर्शन करते हैं रिसीवर पर FFT के बाद lth सबकैरियर के साथ प्राप्त सिंबल पायलट आउटपुट दिया जाता है Y l जो lth सबकैरियर में पायलट आउटपुट है Y l H l गुना X l V l के बराबर है यह क्या है यह lth सबकैरियर के साथ पायलट आउटपुट है अब इन पायलट आउटपुट्स को कैसे उत्पन्न किया जाए मान लें हमने प्राप्त सैंपल पर विचार किया है याद रखें हमारे पास प्राप्त सैंपल्स हैं तो हम मान लेते हैं कि प्राप्त सैंपल्स y 0 बराबर है 1 y 1 बराबर है आधा y 2 बराबर है आधा और y 3 बराबर है 1 के आइए हम मान लेते हैं कि हम प्राप्त सैंपल्स के इस सरल उदाहरण पर विचार कर रहे हैं और फिर हम क्या करते हैं मूल रूप से हम 4 पॉइंट FFT लेते हैं जो कि विभिन्न सबकैरियर्स पर आउटपुट सैंपल्स उत्पन्न करने के लिए N बराबर 4 पॉइंट FFT है विभिन्न सबकैरियर्स पर आउटपुट सैंपल्स मूल रूप से उत्पन्न होते हैं हमारे पास टाइम डोमेन सैंपल्स छोटे y 0 छोटे y 1 छोटे y 2 और छोटे y 3 हैं ठीक हैं यहां पर N आउटपुट टाइम डोमेन सैंपल्स है हम विभिन्न सबकैरियर्स के अनुरूप फ्रिकवेंसी डोमेन सैंपल्स या आउटपुट सिंबल्स को उत्पन्न करने के लिए N पॉइंट FFT लेते हैं ठीक है इसलिए हमारे पास y 0 y 1 y 2 y 3 है तो आप N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं और सबकैरियर्स के साथ कैपिटल Y 0 कैपिटल Y 1 कैपिटल Y 2 कैपिटल Y 3 उत्पन्न करते हैं जो सबकैरियर्स के साथ आउटपुट सिंबल्स हैं इसलिए lth सबकैरियर के लिए जो मूल रूप से lth FFT आउटपुट द्वारा दिया गया है जो कि टाइम डोमेन सैंपल्स k बराबर 0 से N 1 छोटे x k e की पावर j 2 pie k l बाय N है I अब हम N को 4 के बराबर स्थानापन्न करते हैं N को 4 के बराबर किया जाता है यह सबमिशन k 0 से 3 छोटे x k e की पावर - 2 j pie k l बाय 4 है I जिसका अर्थ है कि मूल रूप से आपका Y l सबमिशन k 0 से 3 x k e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है ठीक है जो हमारे पास है तो मूल रूप से आउटपुट सिंबल्स संबंधित आउटपुट सैंपल्स के इसी N पॉइंट FFT द्वारा उत्पन्न होते हैं ठीक है तो अब हम आउटपुट सिंबल्स Y 0 की गणना करते हैं Y 0 काफी सीधा है हम l 0 के बराबर स्थानापन्न करते हैंI x k सबमिशन k 0 से 3 के बराबर है e की पावर j pie बाय 2 k गुना 0 है इसलिए मूल रूप से यह मात्रा 1 है और यह बहुत सरल है तो मूल रूप से बस k बराबर 0 विभिन्न टाइम डोमेन सैंपल्स का सबमिशन जो मूल रूप से 1 आधा आधा 1 के बराबर है जो 3 के बराबर है इसलिए मूल रूप से मेरा Y 0 3 के बराबर है आइए हम Y 1 की गणना करते हैं जो सबमिशन k 0 से 3 y k e की पावर j pie बाय 2 k गुना 1 के बराबर करता है जो मूल रूप से k ही है इसलिए यह k 0 से 3 y k e की पावर j pie बाय 2 k द्वारा प्रस्तुत करता है और अब इस सबमिशन का विस्तार करते हुए जो मूल रूप से छोटा x 0 छोटा x 1 e की पावर j pie बाय 2 छोटा x 2 e की पावर j pie छोटा x 3 e की पावर - j 3 pie बाय 2 है अब इस टाइम डोमेन सैंपल्स के मूल्यों को प्रतिस्थापित कर रही हूं 1 आधा गुना j आधा गुना 1 1 गुना j और आप इसकी जांच कर सकते हैं यह मूल रूप से 1 आधा j आधा j है जो मूल रूप से आधा आधा j के बराबर है तो यह है यह मूल रूप से यह क्या है यह Y 1 है जो कि पहले सबकैरियर के साथ आउटपुट सिंबल में प्राप्त सिंबल है याद रखें Y 1 सबकैरियर l बराबर 1 के साथ आउटपुट चिन्ह है सबकैरियर l बराबर 1 के साथ आउटपुट चिन्ह है ठीक है इसी तरह सबकैरियर l बराबर 2 के साथ आउटपुट सिंबल की गणना करते हैं I सबमिशन k बराबर 0 से 3 y k e की पावर j pie बाय 2 है l 2 के बराबर स्थानापन्न करते हैंI सबमिशन k बराबर 0 से 3 y k e की पावर j pie k है या मूल रूप से k pie जो मूल रूप से मुझे खेद है मुझे लगता है कि मैं यहां एक छोटी सी गलती कर रही हूं मुझे लगता है कि यह सैंपल्स y 0 y 2 y 1 होना चाहिए और यह निश्चित रूप से y 3 है जो छोटे y में सैंपल्स हैं मुझे लगता है कि इन सभी छोटे x को छोटे y द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ये इसी के अनुरूप सैंपल्स हैं इसलिए इसे भी छोटे y द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है क्योंकि कैरियर l के अनुरूप आउटपुट सैंपल Y l मूल रूप से आउटपुट सैंपल्स के FFT द्वारा दिया जाता है टाइम डोमेन सैंपल्स जो कि छोटे y s हैं ठीक हैं तो मूल रूप से सिर्फ इन चीजों को ठीक करने के लिए अर्थात् छोटे x s की जगह छोटे y s द्वारा प्रतिस्थापन किया जाना है मेरे पास क्या है मुझे लगता है कि यह y k है यह y 0 y 1 e की पावर j pie y 2 e की पावर j 2 pie y 3 e की पावर - j 3 pie है जो 1 आधा गुना 1 आधा गुना 1 1 गुना 1 के बराबर है और यह सब रद्द होते है मेरे पास 1 है मेरे पास 1 है मेरे पास आधा है मेरे पास आधा है इसलिए यह मूल रूप से 0 के बराबर है तो जो मेरे पास y 2 है वह 0 के बराबर है इसके अलावा y 3 जो कि सबकैरियर 3 के अनुरूप आउटपुट सिंबल है जो मूल रूप से सबमिशन k 0 से 3 y k e की पावर j 3 pie बाय 2 k है जो मूल रूप से यदि आप इसे देखते हैं यह y 0 y 1 e की पावर j 3 pie बाय 2 y 2 e की पावर j 3 pie y 3 e की पावर - j 9 pie बाय 2 है जो 1 आधा गुना j आधा गुना 1 1 गुना - j के बराबर है जो मूल रूप से आधे आधे j के बराबर होता है और सिर्फ यह जांचने के लिए कि क्या हमारे पास किसी भी प्रकार की ग्राफ़िकल त्रुटियां हैं बस ध्यान से एक बार और जाँच करते हैं यह मूल रूप से सभी छोटे x s की जगह छोटे y s द्वारा प्रतिस्थापन किया जा रहा है जो टाइम डोमेन आउटपुट सैंपल्स हैं ठीक है तो ये मूल रूप से छोटे ys हैं बस इसे एक बार फिर से स्पष्ट करने के लिए क्योंकि कुछ भ्रम प्रतीत होता है ये टाइम डोमेन आउटपुट सैंपल्स हैं और छोटे x s टाइम डोमेन इनपुट सैंपल्स हैं ये छोटे x s ये इनपुट सैंपल्स हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि पहलू स्पष्ट है तो ये टाइम डोमेन इनपुट सैंपल्स हैं जब हमने कहा कि टाइम डोमेन इनपुट सैंपल्स ये सैंपल्स हैं जो चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं और टाइम डोमेन आउटपुट सैंपल्स या संबंधित आउटपुट सैंपल्स जो मूल रूप से चैनल पर प्राप्त होते हैं सभी सही है तो यह टाइम डोमेन इनपुट सैंपल्स और टाइम डोमेन आउटपुट सैंपल्स के बीच अंतर है सभी सही है तो अब मूल रूप से हमने पाया है कि संबंधित फ्रिकवेंसी डोमेन आउटपुट सिंबल्स कैपिटल Y 0 कैपिटल Y 1 कैपिटल Y 2 कैपिटल Y 3 है और इसलिए फ़्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट वैक्टर जिसमें सबकैरियर्स में प्राप्त किए गए सिंबल्स को शामिल किया जाता है क्योंकि मूल रूप से Y bar Y 0 Y 1 Y 2 Y 3 के बराबर होता है और यह मूल रूप से 3 के बराबर है मुझे इसे स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए यह मूल रूप से 3 आधा आधा j 0 आधा आधा j के बराबर है अब हमें पायलट मैट्रिक्स या पायलट मैट्रिक्स X यह हमारा पायलट मैट्रिक्स है याद रखें यह OFDM के मामले में एक विकर्ण है यह याद रखें यह X के बराबर है यह आपका विकर्ण मैट्रिक्स है X 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 X 2 0 0 0 0 X 3 यह याद रखें कि यह क्या है यह एक विकर्ण मैट्रिक्स है अब मैं सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स को स्थानापन्न करने जा रही हूं ये 1 j 1 j 1 2 j 2 - j हैं ठीक हैं और इसलिए अब सबकैरियर में चैनल कॉफिशिएंट्स का लीस्ट स्क्येअर्स अनुमान जो कि कैपिटल H s है मूल रूप से पायलट मैट्रिक्स X इन्वर्स गुना Y द्वारा दिया गया है सही है हमने कहा कि हमने औपचारिक रूप से यह व्युत्पन्न किया है क्योंकि X एक विकर्ण मैट्रिक्स है जो कि इनवर्टिबल है यह केवल X इन्वर्स गुना Y का इन्वर्स है इसलिए H hat X इन्वर्स गुना Y के बराबर है और X एक विकर्ण मैट्रिक्स है इसलिए इन्वर्स बस विकर्ण तत्वों में से प्रत्येक का इन्वर्स है जो कि विकर्ण तत्वों में से प्रत्येक का पारस्परिक है 1 ओवर 1 j 1 ओवर 1 j 1 ओवर 1 2 j 1 ओवर 2 j जो मूल रूप से जिसमें सबकैरियर्स के साथ प्राप्त सैंपल्स वाले आउटपुट वेक्टर के साथ गुणा किया जाता है जो कि Y bar है तो यह X bar है यह विकर्ण मैट्रिक्स X है यह कैपिटल Y bar है यह 3 आधा आधा j 0 आधा आधा j है जो मूल रूप से अब इस पॉइंट पर इसे सरल बनाने के लिए फिर से काफी सरल है यह 1 j बाय 2 0 0 0 0 1 j बाय 2 0 0 ये विकर्ण तत्व हैं जो मैं लिख रही हूं बाकी तत्व 0 है 0 01 2 j बाय 5 0 0 0 0 2 j बाय 5 गुणा 3 आधा आधा j 0 आधा आधा j और आप इसे अब बाहर गुणा कर सकते हैं और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मूल रूप से आपका H hat जो मूल रूप से आपका वेक्टर है जो सबकैरियर में चैनल कॉफिशिएंट्स का वेक्टर है सही है सबकैरियर्स के साथ चैनल के कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं यह बराबर है 3 बाय 2 3 बाय 2 j और आधा j और 0 और यह 3 बाय 10 1 बाय 10 गुना j है बिलकुल ठीक है तो H hat का अर्थ है वेक्टर या मूल रूप से विभिन्न सबकैरियर्स के साथ चैनल के कॉफिशिएंट्स का अनुमान लगाता है सब ठीक है H hat 0 चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है कैपिटल H hat 0 सबकैरियर्स 0 के साथ H hat 1 कैरियर 1 के साथ का अनुमान है इसलिए ऐसे ही H hat 3 तक और सब ठीक है इसलिए मूल रूप से हमारे पास H hat वेक्टर उदाहरण के लिए सबकैरियर्स कॉफिशिएंट्स के अनुमानों का वेक्टर है H hat l मूल रूप से सबकैरियर l के कॉफिशिएंट्स के अनुमान के बराबर है इसलिए अब हमने विभिन्न सबकैरियर्स के कॉफिशिएंट्स के अनुमानों को पाया है जो कि H hat 0 H hat 1 H hat 2 H hat 3 है जो कि कैपिटल H s है ठीक है इससे हम चैनल टैप्स के अनुमानों की गणना भी कर सकते हैं छोटे h s h 0 और h 1 को याद कर सकते हैं और याद रखें कि हमने जो कहा है वह मूल रूप से अगर आप फिर से याद करते हैं अगर हमने कहा कि मूल रूप से h 0 h 1 है अगर आप इसे देखें 0 पेअर्ड किया गया है और यदि आप N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं तो आप सबकैरियर्स में कॉफिशिएंट्स उत्पन्न करते हैं है ना तो आपका H 0 H 1 H 2 H 3 और ये चैनल टैप्स हैं अगर आप IFFT को लेते हैं तो अब हमारे पास कुछ अलग है इसके बजाय हमारे पास क्या है हमें इसका अनुमान है जैसे ये हैं हमारे पास अनुमान हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से यदि आप चैनल कॉफिशिएंट्स के IFFT को लेते हैं तो आपको चैनल टैप्स वापस मिल जाते हैं हालाँकि हमारे पास चैनल कॉफिशिएंट्स H 0 H 1 H 2 H 3 के अनुमान हैं और अब एक बार आप FFT ले लेते हैं जो कि N 4 पॉइंट FFT के बराबर है यहां आपको क्या मिलता है मूल रूप से चैनल टैप्स का अनुमान या टाइम डोमेन में चैनल टैप्स का अनुमान ये फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं हां जो ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान ये फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं और यह कुछ ऐसा है जिसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है इससे आप FFT लेते हैं आपको चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान मिलता है आप IFFT या IDFT लेते हैं क्योंकि फ्रिकवेंसी से आपको टाइम पर जाना होता है इसलिए आप IFFT या IDFT लेते हैं और आपको टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमान मिलते हैं तो मूल रूप से आपके पास है h hat 0 1 ओवर N सब्मिशन l 0 से 3 H hat l e की पावर j 2 pie k l बाय N अब यह k 0 के बराबर है तो 0 रखकर 0 गुना l N से विभाजित करके बेशक यह 1 है तो फिर से N को 4 के बराबर प्रतिस्थापित करना है यह क्या है बस यह निश्चित रूप से योग है मुझे चैनल टैप्स के कुछ अनुमानों को लगाना होगा H hat 0 H hat 1 H hat 2 H hat 3 जो मूल रूप से अब बराबर है आप ऊपर गणना किए हुए सबकैरियर्स के साथ चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमानों का प्रतिस्थापन्न करते हैं तो यह 3 बाय 2 3 बाय 2 j और आधा j और 0 और यह 3 बाय 10 1 बाय 10 गुना j जो बराबर है अगर आप इस पर गौर करते हैं तो 1 ओवर 4 यह बराबर है यह 1 ओवर 4 18 बाय 10 11 बाय 10 j के बराबर है जो मूल रूप से h hat 0 है इसलिए आप कह सकते हैं कि h hat 0 18 बाय 40 11 बाय 40 j के बराबर है मुझे लगता है कि यह चैनल टैप h 0 का अनुमान है यह h hat 0 है यह चैनल टैप h 0 का अनुमान है और उसी टोकन के द्वारा h hat 1 की गणना कैसे की जाएगी जो चैनल टैप का अनुमान है यह k बराबर 1 के अनुरूप चैनल टैप h 1 का अनुमान है जो कि मूल रूप से आपके सबमिशन l 0 से 3 H hat l e की पावर j pie बाय 2 k l है h hat 11 ओवर 4 सब्मिशन l 0 से 3 H hat l e की पावर j pie बाय 2 k l है तो अब यह k 1 के बराबर स्थानापन्न करना होगा जो कि l 0 से 3 H hat l e की पावर j pie बाय 2 l है जो बराबर है यह समान है जो आपके पास विभिन्न मात्राओं का विकल्प है जो मूल रूप से 1 ओवर 4 गुणा 3 बाय 2 3 बाय 2 j गुणा 1 आधा j गुणा j 3 बाय 10 1 बाय 10 j गुना j है और आप सबमिशन के साथ जाते हैं और जो आप पाएंगे वह मूल रूप से आपके यहाँ 1 बाय 4 गुना 9 बाय 10 18 बाय 10 j जो 9 बाय 40 - 18 बाय 40 j के बराबर है और यह H hat 1 है यह है चैनल के कॉफिशिएंट्स का अनुमान यह क्या है यह मूल रूप से आपके चैनल के कॉफिशिएंट्स का अनुमान है चैनल के कॉफिशिएंट्स का अनुमान वास्तव में यह एक चैनल कॉफिशिएंट्स नहीं है यह टाइम डोमेन चैनल टैप है h 1 या चैनल टैप h 1 का अनुमान तो मूल रूप से यह चैनल टैप h 1 का अनुमान है यह चैनल टैप h 0 का अनुमान है इसलिए हमारे पास h hat 0 है हमारे पास h hat 1 है और यह मूल रूप से हमें विभिन्न चैनल टैप्स का अनुमान देता है इस प्रकार यदि आप इस उदाहरण को देखें तो हमने इस मॉड्यूल और पिछले मॉड्यूल के भीतर क्या किया है हमने बड़े पैमाने पर देखा है कि यह OFDM आकलन परिदृश्य में बहुत ही गहन रूप से दिखाई देता है और यह मूल रूप से बड़ी संख्या में चरणों का क्रम है इन चरणों के लॉजिकल क्रम को याद रखना चाहिए मूल रूप से आपके पास ऐसे सिंबल्स हैं जो फ़्रीक्वेंसी डोमेन में सबकैरियर्स पर लोड होते हैं आप इसे साइकल प्रीफिक्स द्वारा सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स के IFFT का पता लगाकर टाइम डोमेन में परिवर्तित करते हैं उन्हें ट्रांसमिट करते हैं आप टाइम डोमेन में आउटपुट सैंपल प्राप्त करते हैं जो अन्य छोटे y s हैं आप इन आउटपुट सैंपल्स का FFT लेते हैं आप कैपिटल Y s उत्पन्न करते हैं जो फ्रिकवेंसी डोमेन सिंबल्स हैं जो विभिन्न सबकैरियर्स के साथ प्राप्त होते हैं ठीक आपके पास फ्रिकवेंसी डोमेन सिंबल symbols आउटपुट है आपके पास फ़्रीक्वेंसी डोमेन सिंबल हैं जो सबकैरियर्स पर लोड होते हैं सभी ठीक अब आपको चैनल कॉफिशिएंट्स मिलते है फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान जो कि FFT डोमेन है आप इसका IFFT प्रदर्शन करते हैं और फिर आपको टाइम डोमेन में चैनल टैप का अनुमान मिलता है सब ठीक है इसलिए मूल रूप से एक बार जब आप OFDM को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि चरणों का क्रम लॉजिकल है सब ठीक है और यह उदाहरण फिर से चरण दर चरण फैशन में स्पष्ट होता है 2 टैप ISI चैनल के साथ एक साधारण OFDM प्रणाली में एक OFDM प्रणाली चैनल के आकलन के बारे में कैसे जाना जाता है जो कि 2 चैनल टैप्स के साथ एक इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल है और N बराबर 4 सबकैरियर्स की संख्या है क्योंकि इस वर्ग के दायरे की सीमा के साथ हम बड़ी संख्या में सबकैरियर और बड़ी संख्या में चैनल टैप के साथ एक विस्तृत प्रणाली नहीं कर सकते हालांकि इस उदाहरण से मुझे लगता है कि यह उन सभी के लिए बिल्कुल स्पष्ट है जिन्होंने इसका पालन किया है कि यह बहुत बड़ी संख्या में सबकैरियर और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में चैनल टैप्स के साथ एक प्रणाली के लिए सामान्यीकृत हो सकता है और उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे बहुत कुशलता से लागू किया जा सकता है या इसे सही ढंग से कोड करके ठीक से सिमुलेट कर सकते हैं ठीक तो मूल रूप से यह इस सरल OFDM उदाहरण का निष्कर्ष निकालता है और मैं OFDM प्रणाली के काम के साथ साथ चैनल आकलन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए फिर से इस उदाहरण के माध्यम से जाने का तर्क देती हूं ठीक है हमने यहां इस मॉड्यूल का निष्कर्ष निकाला है धन्यवाद